कंडक्टर के लिए रेसप्रासिटी थीअरम I हमने चर्चा की है कि एक कंडक्टर के पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस कैसे व्यवहार करते हैं इस व्याख्यान में मैं अब एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं मान लीजिए मुझे स्पेस में कुछ निश्चित स्थानों पर कुछ कंडक्टर दिए गए हैं वे किसी भी आकार और आकृति के हो सकते हैं लेकिन निश्चित स्थानों पर हैं और मैं कुछ चार्जेस लाता हूं आइए हम Q1 Q2 और Q3 या इसके साथ चार्ज वितरण 1r लाता हूं और पाते हैं कि मुझे यह स्थिति मुझे मिलती है क्योंकि यह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करेगा और सिग्मा उत्पन्न होगा इस स्तर पर उपस्थित सभी चार्जेस के कुछ संभावित पोटेंशियल V हो सकते हैं जैसे कि V1 यहाँ V2 यहाँ V3 यहाँ पर 1 2 3 यहाँ और इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं क्या मैं उपरोक्त स्थिति के तर्क का उपयोग करके एक दूसरी परिस्थिति के लिए गणना कर सकता हूं जिसमें हमारे पास अपने स्थान पर फिक्स्ड चार्ज और फिक्स्ड कंडक्टर तो रहते हैं किंतु अन्य चार्जेस के साथ चार्ज डेंसिटी बदल दी जाती है माना कि अब यह 2r तो यह दूसरी स्थिति है इसलिए यह पहली स्थिति है यह दूसरी स्थिति है दूसरी स्थिति के लिए अब आप यहां पर V1 यहाँ V2 यहाँ V3 और यहाँ पर 1 2 3 मिलता है क्या मैं दोनों स्थितियों को जोड़ सकता हूँ क्योंकि आखिरकार यह दोनों एक ही स्थिति है क्या मैं उसी स्थिति को कंडक्टरों के संबंध में बता सकता हूं और हम दिखाएंगे कि एनर्जी को लेकर इस कार्य को बहुत अच्छे से किया जा सकता है और परिणामस्वरूप हमें जो मिलता है वह रेसप्रासिटी थीअरम कहलाती है हालाँकि इसे ग्रीन्स थीअरमGreen's Theorem का उपयोग करके गणितीय रूप से भी सिद्ध किया जा सकता है किंतु हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं हम इसे एनर्जी के माध्यम से बिल्कुल भौतिकी तरीके से सिद्ध करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इन दो स्थितियों को कैसे जोड़ा जा सकता है यह एक अच्छाऔर बढ़िया अभ्यास है तो अब मैं संकेतन को थोड़ा बदलने जा रहा हूं और मैं आपको फिर से बताता चलूं कि यहां पर कुछ कंडक्टिंग सरफेस है यदि और भी हैं तो मैं सभी को एक ही कंडक्टिंग सरफेस मानकर चल रहा हूं जिसके सभी स्थानों पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1r और 1r के कारण पोटेंशियल V1r है उदाहरण के लिए मेरे पास एक स्फेरिकल सर्फेस हो सकती है और इसके सामने एक चार्ज लगा सकते हैं वास्तव में मैं उस उदाहरण को बाद में हल करूंगा यह यहाँ कुछ ऋणात्मक चार्ज और पीछे की ओर धनात्मक चार्ज और सभी जगह कुछ पोटेंशियल उत्पन्न करेगा तो यह प्रथम स्थिति है अब मैं उसी कंडक्टर को एक बार फिर से लेता हूं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 2r और 2r में बदल देता हूं और इसलिए सतह पर पोटेंशियल V2r हो जाता है उदाहरण के लिए फिर से एक स्फीयर लेते हैं और इस Q के बजाय मान लीजिए कि मैं यहां एक लाइन चार्ज रखता हूं क्या मैं इन दो स्थितियों के बीच संबंध स्थापित कर सकता हूं तो यहां पर यह स्थिति 1है इसमें हमारे पास चार्ज डिसटीब्यूशन 1r और 1rऔर पोटेंशियल V1r है जबकि मेरे पास यहां पर स्थिति 2 है जिसमें मेरे पास कंडक्टर पर चार्ज डिसटीब्यूशन 2r और 2rऔर पोटेंशियल V2r है रेसप्रासिटी थीअरम को प्राप्त करने के लिए हम एक अवलोकन के साथ शुरू करेंगे और हमने इसके बारे में पहले के व्याख्यानों में बात की है यह प्रेक्षण सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर आधारित है जो कहता है कि यदि दो चार्जेस हैं तो नेट फील्ड इन दो फील्ड का योग होगा इसका मूल रूप से अर्थ यह है कि पोटेंशियल Vr एक रैखिक तरीके से पोटेंशियल r पर निर्भर करता है इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड E को केवल आसानी से जोड़ सकते हैं जिसका अभिप्राय है कि यदि r के कारण यदि कहीं पर पोटेंशियल है और मैं चार्ज डेंसिटी में परिवर्तन किसी गुणांक fr के द्वारा करता हूं तो पोटेंशियल Vr तदनुसार बदलकर fVr हो जाएगा यह एक रैखिक निर्भरता है गुणांक f 1 से बड़ा या छोटा या कुछ भी हो सकता है अब आइए हम इन दो स्थितियों को लेते हैं और चार्ज डेंसिटी 1r को 2r मैं बदलने के लिए इसे 1rf2 1 लिखते हैं जहां पर f का मान 0 और 1 के बीच में है यदि f 0 है तो चार्ज डेंसिटी 1r है यदि f 1 है तो चार्ज डेंसिटी 2r हो जाती है नतीजतन पोटेंशियल में परिवर्तन V1rV2rहो जाता है जहां पर V2r V1rV2rV1rf2 10≤f≤1 के द्वारा दिया जाता है यद्यपि यह f जोकि 0 बिल्कुल समान नहीं है इस तरह हम इसे f के द्वारा बदलकर कर रहे हैं 1r2r1rf2 10≤f≤1 V1rV2rV1rf2 10≤f≤1 तो प्रारंभिक वितरण की एनर्जी हम इसे W1 कहते हैं 14π0121rV1rdV121rV1surfacerds द्वारा दी जाती है क्योंकि यह सरफेस चार्जेस हैं और इस प्रकार यह सरफेस के द्वारा एनर्जी में सहयोग करते हैं बेशक एक फैक्टर 14o भी यहां पर आएगा है जिसे मैं अभी बाहर रख रहा हूं मैं इतना लिखना नहीं चाहता मैं इसे बाद में लाऊंगा W114π0121rV1rdV121rV1surfacerds आइए देखें कि क्या होता है जब मैं एक चार्ज वितरण किसी अन्य चार्ज वितरण में बदलता हूं W2 वही रहता है 14π0122rV2rdV122rV2surfacerds इस प्रकार मैंने एनर्जी को W1 से W2 में बदल दिया है मैं इसे रो को थोड़ा बदलकर भी परिवर्तित कर सकता हूं W214π0122rV2rdV122rV2surfacerds तो मैं क्या करता हूं कि मैंने इंटरमीडिएट डेंसिटी r को 1rf2 1 के रूप में लिया है इसी प्रकार इंटरमीडिएट पोटेंशियल Vr के तौर पर V1rfV2 V1 लिया है अर्थात r1rf2 1 तथा VrV1rfV2 V1 लिया है फिर f को df से बदलने में किया गया कार्य प्राप्त करने के लिए पोटेंशियल Vr अतिरिक्त डेंसिटी df जो मैं ला रहा हूँ जो df और 2 1 के गुणनफल को dr के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे और सतह पर Vsurface और 2 1 के गुणनफल को ds के सापेक्ष इंटीग्रेट करके इसको प्लस करेंगे यहां मैंने कुछ अतिरिक्त चार्ज df लगाया है यह एक बदलाव है f को df से बदलने में किया गया कार्य Vrdf2 1drVsurface df2 1ds आइए हम इन्हें स्पष्ट रूप से लिखें जैसाकि हम जानते हैं कि VrV1rfV2 V1होता है इसलिए V1rfV2 V1 को 2 1 से गुणा करके df के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहा हूं बेशक यह एक वॉल्यूम इंटीग्रल है जिसमें f का परिवर्तन 0 से 1 तक होता है और यहां पर एक वॉल्यूम इंटीग्रल टर्म d r भी होता है तो मैं इसके साथ यहां एक सरफेस के लिए एक पद जोड़ लूंगा जो संरचना में इसके समान है सिवाय 2 और 1 को 1 और 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और सतह पर V V ही रहता है आइए इसकी गणना करें f को df से बदलने में किया गया कार्य 01V1rfV2 V1df2 1dfdr Surface Term तो यह प्राप्त होता है fdr का इंटीग्रेशन V12 1dr निकलता है और इसके बाद हमारे पास fdf का इंटीग्रेशन जो मिलता है 12dr तो एफ इंटीग्रल पूरा हो गया है और इसके साथ यहां एक सरफेस के लिए एक पद जोड़ लूंगा यह W2 W1 के बराबर होना चाहिए जिसकी हमने पहले ही गणना कर ली है अब मैं अलजेब्रा के शेष चरणों को आपके लिए छोड़ कर अंतिम परिणाम लिखूंगा W2 W1V12 1dr12drSurface Term अंतिम परिणाम यह सामने आएगा कि मेरे पास इंटीग्रल है V12drV1surface 2ds जोकि कंडक्टर की सतह के सापेक्ष इंटीग्रल है और यह बराबर होने जा रहा है V21drV2surface1ds तो किस प्रकार हमने एक स्थिति के लिए पोटेंशियल और डेंसिटी दूसरी स्थिति के पोटेंशियल और डेंसिटी के साथ संबंधित कर लिया है और यही रेसप्रासिटी थीअरम का कथन है अगर ज्ञात ज्यामिति के लिए मुझे एक स्थिति में उत्तर पता है तो दूसरी स्थिति में उत्तर जानने के लिए इसका बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है V12drV1surface 2dsV21drV2surface1ds आइए एक उदाहरण लेते हैं पहले उदाहरण के रूप में यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है अगर मैं d दूरी पर एक चार्ज के कारण कंडक्टिंग स्फीयर पर पोटेंशियल की गणना करना चाहता हूं यह चार्ज Q है और यह अन्चाज्ड स्फीयर है मैं अन्चाज्ड स्फीयर पर पोटेंशियल V जानना चाहता हूँ और जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी इस पूरे स्फीयर पर पोटेंशियल समान होगा इस गोले की रेडियस R दी गई है और स्फीयर के केंद्र से चार्ज की दूरी d है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है आइए पहले हम रेसप्रासिटी थीअरम का उपयोग करने के बजाय एक अलग तरकीब का उपयोग करें और फिर हम दिखाएंगे कि दोनों एक ही उत्तर की ओर ले जाते हैं यह चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज इंड्यूस करता है अब इस तरफ नेगेटिव चार्ज जबकि पीछे की ओर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ अधिक सघन पीछे की ओर कम घना होगा जिससे कि नेट चार्ज Q 0 है अब चूंकि पूरे स्फीयर पर पर पोटेंशियल समान है और इसलिए केंद्र पर पोटेंशियल की गणना करना आसान है यह भी V के समान है यह क्या होगा यह चार्ज Q के कारण 14π0Qd होगा इसके साथ साथ इन छोटे छोटे चार्जेस के कारण पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए स्फीयर की सतह को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट जिस प्रत्येक पर चार्ज Qiहै मैं बांटा जाता है इसलिए छोटे चार्जेस के कारण पोटेंशियल Qi4π0R द्वारा दिया जाएगा क्योंकि प्रत्येक सरफेस एलिमेंट से केंद्र की दूरी R समान है 14π0QdQi4π0R हालाँकि ध्यान दें कि Qi0 है क्योंकि यह अन्चाज्ड स्फीयर है और इसलिए यह उत्तर V14π0Qd आता है आइए अब हम इस समस्या को रेसप्रासिटी थीअरम का उपयोग करके करते हैं V14π0QdQi4π0R14π0Qd since Qi0 रेसप्रासिटी थीअरम में मैं दो स्थितियाँ लूंगा एक स्थिति वह होगी जहाँ यह चार्ज Q दूरी d पर दिया गया है और दूसरी स्थिति यह होगी जब चार्ज नहीं होगा लेकिन मैं चार्ज देता हूं माना की इससे पर Q चार्ज है यह मेरी स्थिति 2 है और देखते हैं कि मैं दो स्थितियों में क्या लिख सकता हूं इस मामले में चार्ज डेंसिटी 1 कितनी है कि हम स्फीयर के केंद्र को इस क्षेत्र का मूलबिंदु है तो केंद्र मूलबिंदु है और यह x दिशा है फिर 1को 1Q δ के रूप में लिख सकता हूं सतह पर सिग्मा 1का कुछ मान संभव है हालांकि इस स्थिति में 1ds0 है और इसी प्रकार सरफेस पर और सभी जगह पोटेंशियल V1 का भी कुछ मान संभव है जो मुझे पता नहीं है आइए स्थिति 2 लें स्थिति 2 में बाहर कहीं भी कोई चार्ज नहीं है और इसलिए 20 है हालांकि 2 यहां पर उपस्थित है जो सतह पर q4R2द्वारा दिया जाएगा यहां पर स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज की उपस्थिति के कारण बाहर के क्षेत्र के लिए V2 ज्ञात है जो 14π0Qr द्वारा दिया जाएगा तो मैं स्थिति 2 के लिए V2 2तथा 2 जानता हूं अब मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति 1के मामले में V1का मान क्या होगा रेसप्रासिटी थीअरम प्रयोग करते हैं तो मैं इसे मिटा देता हूं मैं इसे यहां लागू करूंगा रेसप्रासिटी थीअरम कहती है V12dVV1surface 2dsV21dVV2surface1ds क्योंकि 20 है और इसलिए V12dV0 V1surface वह है जिसकी मैं गणना करना चाहता हूं और यह पूरी सतह पर समान है क्योंकि यह एक कंडक्टिंग सरफेस है और इसलिए V1surface एक नियतांक है तो V1 मैं बाहर निकाल सकता हूं ds और कुछ नहीं बल्कि यह स्थिति 2 के लिए संपूर्ण चार्ज q है तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है V1qV21dVV2surface1ds यहां पर V21 में V2 ज्ञात है जो 14π0qr द्वारा दिया जाएगा और इसका जब मैं यहां 1 से गुणा करता हूं और इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे rd प्राप्त होता है और इसलिए मुझे दूसरे मामले में इस क्यू के कारण V2और 1 मुझे एक क्यू देता है और इस प्रकार 14π0qdQ मिलता है तत्पश्चात योग में इंटीग्रल V2और 1ds पाद है V2फिर से स्थिर है जबकि 1ds0 है और इसलिए यह मुझे शून्य देता है अतः V1q14π0qdQ0 अब आप देख सकते हैं कि यह q रद्द हो जाता है और मुझे V114π0Qd मिलता है और यह रेसप्रासिटी थीअरम द्वारा प्राप्त हुआ है अगले व्याख्यान में मैं रेसप्रासिटी थीअरम का उपयोग करके एक और उदाहरण हल करूँगा